सभी छात्रों को अभिवादन पिछली कक्षा में हमने सरफेस इंटीग्रल की अवधारणा को समझा और कुछ अच्छे उदाहरण किए हमने उन सतहों का क्षेत्रफल ज्ञात किया जो या तो दो भिन्न सतहों या सरफेस के common भाग थे या फिर दो सरफेस एक दूसरे को किसी जगह काट रहे थे तथा तब भी जब कि एक सरफेस दो समतलों के बीच में है और इसी तरह के कुछ उदाहरण भी हमने किए आज की कक्षा में हम अगला टॉपिक जो कि आयतन समाकल वॉल्यूम इंटीग्रल है उसकी चर्चा करेंगे हमने शुरुआत रेखा समाकल से की फिर सतह समाकल दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल तथा आज हम आयतन समाकल के बारे में पढ़ेंगे आयतन समाकल से हम क्या समझते हैं चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आयतन समाकल या volume Integral इस प्रकार के होते हैं यह त्रिक समाकल या ट्रिपल इंटीग्रल है तथा मुझे वह क्षेत्र लिखना है जहां पर समा कल किया जाना है ∭𝑓𝑑𝑉इस प्रकार आयतन समाकल या वॉल्यूम इंटीग्रल को दर्शाया जाता है इस तरह के समाकल को ज्ञात करने के लिए जो विधि काम में ली जानी है वह मैं आज बताऊंगा सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसे लिखा कैसे जाता है हम इसे ट्रिपल इंटीग्रल या केवल एक इंटीग्रल के बाद V लगाकर दिखा सकते हैं और यह निर्भर करेगा कि हम dV को लिखते कैसे हैं अतः कुछ लोग इसे इस प्रकार ∭V𝑓𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 लिखेंगे या कुछ लोग इसे केवल dV लिखेंगे अतः अगर आप 3 चर का उपयोग करते हैं और केवल एक इंटीग्रल लिखते हैं तब भी इसका अर्थ आयतन समाकल होगा अतः कोई भी त्रिक समाकल या ट्रिपल इंटीग्रल आयतन समाकल की तरह ही है जहां हम किसी विशेष सतह से बने आयतन को ज्ञात करते हैं और यदि कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम दी हुई हां रेंज में आयतन ज्ञात करते हैं उदाहरण के लिए यदि 𝑓1 तथा हमारे आयतन की सीमा 010101dxdydzहै तब हम इस सतह का आयतन ज्ञात कर रहे हैं हम इसका चित्र भी बना सकते हैं जब 𝑥0 to 1y is 0 to 1 𝑧0 to 1 यह एक घनाभ अथवा क्युबॉइड है इस तरह हम वॉल्यूम इंटीग्रल को समझ सकते हैं अब हम एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम किसी सरफेस का आयतन ज्ञात करेंगे यदि हम इसे I लिखें इस इंटीग्रल को गोले पर ज्ञात किया जाना है अतः हमें इस समाकल को इस सरफेस पर ज्ञात करना है हम इस गोले का चित्र भी बना सकते हैं अब हम एक ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं जहां हमारे पास वृत या सर्कल है इस स्थिति में इंटीग्रल में रखेंगे तब हम पूरे इंटीग्रल को जैकोबियन तथा चर बदलने की विधि से r तथा θ में बदल सकते हैं यहाँ पर भी हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे पुनः हम xrcoscos रखेंगे क्योकि यहाँ फलन 3 चरों का है यहाँ spherical polar coordinate system है जहां r θ तथा Ⲫ तीनों का उपयोग किया जाएगा अतः हम तथा प्रतिस्थापित करेंगे माना कि sinyrsinsin तथा zrcos जहां पर θ का मान 0 से तथा का मान 0 से 2 तक होगा तथा r को 0 से a तक बदल सकते है हम यह सभी प्रगुण spherical polar coordinate system में देखें जा सकते हैं अब हम इंटीग्रल I को हल करना शुरू करते हैं इस इंटीग्रल को गोले पर लिया गया है अतः माना वह स्फीयर गोला दिया गया है अगर इसमें चरों का रूपांतरण भी किया जाए तब भी यह आयतन समाकल ही रहेगा जो r θ तथा के पदों में होगा हैं तथा यह r2 के बराबर है यहां पहला पद a मान देता है और अगर हम वर्ग करें तथा sin2 को कॉमन लें तब एक के बराबर होगा और फिर r2 को कॉमन लिया जा सकता है यहां फिर से एक के बराबर होगा अतः यह r2 के बराबर होगा तथा dxdydz को r तथा के पदों में रूपांतरित करने पर वह बन जायेगा जकोबियन का मान है अतः हमारा समाकल का मान होगा यहाँ r तथा से पूर्णता स्वतंत्र है अब हम इंटीग्रेट करेंगे तथा मान रखेंगे क्योंकि और माइनस माइनस प्लस तथा माइनस माइनस प्लस cos0 दोबारा प्लस 2 होते हैं अतः अतः यह हमारा आयतन समाकल ज्ञात हुआ यही हमारा त्रिक समाकल है इस उदाहरण में गोला हमें सरफेस की तरह दिया हुआ है अतः यह समाकल हमने गोले पर ज्ञात किया है अतः इस तरह हमने देखा की चरों को प्रतिस्थापित करने पर तथा जैकोबिन की उपयुक्त वैल्यू रखने से इंटीग्रल करना कुछ आसान हो जाएगा अब हम एक और उदाहरण हल करेंगे अब हम दूसरे उदाहरण के रूप में लेते हैं जहां पर समाकल का क्षेत्र है यहां पर यह एक एलिपसॉयड या दीर्घवृत्तज है पिछले उदाहरण में हमने गोले को क्षेत्र की तरह लिया था तथा यहां पर एलिपसॉयड लिया जा रहा है

प्रतिस्थापित करने पर हम इसे वृत तथा गोले की तरह देख सकते हैं अतः x2a2के बजाय xaको नया चर मानने पर तथा मानने पर यह की तरह बन जायेगा जो कि पुनः एक स्फीयर या गोला है अब यही हमें करना है हमने xa को प्रतिस्थापित किया है इसी तरह yb और zcको भी प्रतिस्थापित किया गया तो अब मैं लिख सकता हूं xarsincosybrsinsin तथा zcrcos अब यदि मैं एक चर को प्रतिस्थापित कर दूँ तो मुझे वॉल्यूम इंटीग्रल V का मान प्राप्त होगा अतः चरों को बदलने से यह इंटीग्रल इस प्रकार दिखाई देगा यह देखा जा सकता है कि यह पूरा इंटीग्रल किस तरह दिखाई देगा क्योंकि बनेगा और वह 1 तथा dxdydz के बराबर बन जाएगा जैकोबिन का मान आएगा हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जकोबियन सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है जो है अब मैं इन सभी मानो को आयतन समाकल मैं प्रतिस्थापित करूंगा हम देख सकते हैं की I का मान इस प्रकार है

इस इंटीग्रल को ज्ञात करने के लिए r इंटीग्रल को एक साथ इंटीग्रल को एक साथ और इंटीग्रल को एक साथ लिया जा सकता है जैसा हम देख रहे हैं की के कोई भी इंटीग्रैंड नहीं है तो हम इसे लिख पाएंगे और इंटीग्रल की लिमिट लगाने के बाद यह कुछ इस तरह दिखाई देगा अब जो इंटीग्रल बचा है वह साधारण सा है हम एक साधारण प्रतिस्थापन rsint से इसे हल कर सकते हैं इस प्रतिस्थापन के साथ ही इंटीग्रल की सीमा भी ज्ञात करेंगे यह कोई बहुत मुश्किल नहीं है अतः इसका हल है अतः आयतन समाकल का मान है जो एलिपसॉयड पर समा कल करने से प्राप्त हुआ है हमने यह सीख लिया है की कैसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल को ज्ञात कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल बहुत ज्यादा जटिल नहीं है जैसा कि हम जानते हैं हमने रेखा समाकल तथा सतह सम कल ज्ञात किए तो हम यह देख सकते हैं की वॉल्यूम इंटीग्रल उसका जनरलाइजेशन है यह बहुत ज्यादा जटिल नहीं है लेकिन छोटा कहना ठीक नहीं होगा लेकिन आप वक्रो के बीच का क्षेत्रफल अलग अलग सतहों पर निकाल सकते हैं आयतन समाकल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जिसका नाम गॉस डाइवर्जंस प्रमेय है यह प्रमेय ना केवल सदिश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाकलन में भी महत्वपूर्ण है गॉस डाइवर्जंस प्रमेय सतह समाकल या सर्फेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकता है अगर आपको सरफेस इंटीग्रल कुछ मुश्किल लग रहा है तो सर्फेस इंटीग्रल ज्ञात करने के बजाए आप वॉल्यूम इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं इस प्रमेय का कथन निम्नानुसार है गॉस डाइवर्जंस प्रमेय के अनुसार यदि एक त्रिविमीय सममित प्रांत या थ्री डाइमेंशनल रेगुलर डोमेन जिसे V कहा जा सकता है अगर किसी सरफेस S से परिबद्ध है तथा fg h 3 फलन है जिनके आंशिक अवकलज संतत है अतः f g h के आंशिक अवकलज संतत है यदि fgh के आंशिक अवकलन fx gy hz हैं तब हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल निम्न प्रकार लिखा जा सकता है ∭𝑓𝑥𝑔𝑦ℎ𝑧𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧∬𝑓𝑑𝑦𝑑𝑧𝑔𝑑𝑧𝑑𝑥ℎ𝑑𝑥𝑑𝑦 जहां पर S सतह समाकल या सरफेस इंटीग्रल सरफेस S के बाहरी भाग पर लिया गया है यह देखा जा सकता है कि गॉस डाइवर्जंस प्रमेय हमें एक विधि प्रदान करता है जिससे हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल सकते हैं लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा की fgh संतत हैं तथा उनके आंशिक अवकलन fx gy hz भी अस्तित्व में हैं f g h को देखकर भी पता लगाया जा सकता है कि आंशिक अवकलन अस्तित्व में है या नहीं यदि f g h में जटिल बीज गणितीय पद हैं तब भी एक पावर कम करके उसका अवकलज ज्ञात किया जा सकता है हम यह देख पाएंगे की वॉल्यूम इंटीग्रल की टर्म्स सर्फेस इंटीग्रल से कहीं आसान है और हम इस प्रमेय से सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल पाएंगे ज्यादातर परिस्थितियों में वॉल्यूम इंटीग्रल आसानी से ज्ञात किया जा सकेगा अब हम कुछ उदाहरणों की सहायता से यह देखेंगे कि क्या गॉस डायवर्जेंस प्रमेय से वाकई सरफेस इंटीग्रल को हल किया जा सकता है या नहीं हम प्रथम उदाहरण से शुरू करते हैं हमें मान ज्ञात करना है 𝐼𝑠∬𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧𝑦𝑑𝑧𝑑𝑥𝑧𝑑𝑥𝑑𝑦 का जहां पर S एक घन0𝑎×0𝑎×0𝑎 का बाहरी किनारा है हम यह जानते हैं की इस सर्फेस इंटीग्रल का मान ज्ञात करना एक जटिल समस्या क्योंकि सरफेस के प्रत्येक भाग पर यह मान ज्ञात किया जाए जिसकी वजह से यह एक बड़ी समस्या में बदल जाएगा अब हम गॉस डाइवर्जंस प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं यहां पर x y तथा z फलन है तथा उनके आंशिक अवकलज भी ज्ञात किए जा सकते हैं अतः हम लिख सकते हैं 𝑓𝑥𝑦𝑧𝑥𝑔𝑥𝑦𝑧𝑦ℎ𝑥𝑦𝑧𝑧 यहां पर x y z होने के कारण हमारी समस्या और आसानी से हल हो सकती है यहां पर आंशिक अवकलन 𝑓𝑥1𝑔𝑦1 ℎ𝑧1 हैं तथा गौस डायवर्जेंस प्रमेय से ∬𝑓𝑑𝑦𝑑𝑧𝑔𝑑𝑧𝑑𝑥ℎ𝑑𝑥𝑑𝑦∬𝑓𝑥𝑔𝑦ℎ𝑧𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 लिखा जा सकता है अब हम राइट एंड साइड में जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसे सॉल्व करेंगे अब हम यह देख सकते हैं कि यहां पर किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट किया जाए तो हम पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे अतः यहां 𝑓𝑥1𝑔𝑦1 ℎ𝑧1 लिखा जाएगा अब यह इंटीग्रल इस तरह दिखाई देगा और तीनों इंटीग्रल से a a a प्राप्त होगा तीन बार a आता है वॉल्यूम इंटीग्रल का मान है 3a3 है गॉस डाइवर्जंस प्रमेय से यही मान सरफेस इंटीग्रल का भी होगा जहां पर S इस घन का बाहरी सरफेस है यानी एस में 8 फलक हैं और सर्फेस इंटीग्रल प्राप्त करने के लिए हमें इन 8 सर्फेस इंटीग्रल को ज्ञात करना होगा ऐसा करने के बजाय हमने गॉस डाइवर्जंस प्रमेय का उपयोग किया और वॉल्यूम इंटीग्रल ज्ञात किया जिसकी सहायता से सर्फेस इंटीग्रल का मान ज्ञात किया जा सका इस तरह आप ही देख सकते हैं की इस तरह के इंटीग्रल को ज्ञात करने के लिए यह एक एफिशिएंट टूल है अब हम एक और उदाहरण हल करते हैं अब हम एक दूसरा उदाहरण देख रहे हैं 𝐼S∬x3𝑑𝑦𝑑𝑧y3𝑑𝑧𝑑𝑥z3𝑑𝑥𝑑𝑦 हमें ज्ञात करना है जहां पर S Sphere है और इसका समीकरण है यहां यह जाहिर बात है कि इस सर्फेस इंटीग्रल को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ प्रतिस्थापन विधि काम में लेनी पड़ेगी लेकिन यह कुछ जटिल हो सकता है ऐसा करने की बजाए हम गॉस डाइवर्जंस प्रमेय का उपयोग करेंगे और इस प्रमेय को काम में लेने के लिए हम यह देखेंगे कि यह हमारा f है यह हमारा g है और यह हमारा h है क्योंकि यह सभी पद द्विघाती है अतः इनके आंशिक अवकलन भी ज्ञात किए जा सकते हैं अतः गॉस डाइवर्जंस प्रमेय से लिखा जा सकता है 𝐼𝑆𝐼𝑉∭3x23y23z2𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 यहां 𝑔𝑦 का मान 3y2 ℎ𝑧 का मान 3z2 है और यहां dx dy dzआएगा यह इंटीग्रल इस तरह का दिखाई देगा अब हम प्रतिस्थापन रखेंगे और तब यह इंटीग्रल दो वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल जाएगा अब यह इस तरह दिखाई देगा और इस इंटीग्रल को थोड़ी आसानी से किया जा सकता है अब यह इस तरह सॉल्व पाएगा और इसका मतलब आखरी में एक साधारण फार्मूला बन जाएगा यह इंटीग्रल 0 से 2 किया जाना है और जकोबियन का मान r2sin होगा और यहां 𝑑𝑟𝑑𝜃𝑑𝜑 लिखा जाएगा और जब हम इस इंटीग्रल को हल कर लेंगे तब यह ऐसा दिखाई देगा आखरी में इस पूरे इंटीग्रल का रिजल्ट 12a55आएगा और अब हम यह देख सकते हैं कि इंटीग्रल को जब हम ध्यान से देखेंगे तो सरफेस इंटीग्रल होने की वजह से कुछ जटिल हो सकता था फिर भी गॉस डाइवर्जंस प्रमेय से यह पूरा एक साधारण इंटीग्रल में बदल गया और प्रतिस्थापन विधि से और चरों को बदलने की विधि से हमने इसे आसानी से हल कर लिया अब हम यह देख सकते हैं की सरफेस इंटीग्रल की जटिलता को दूर करने के लिएगॉस डाइवर्जंस प्रमेय का उपयोग किया जा सकता है और यह 5 या 6 स्टेप्स में हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है इसलिए गॉस डाइवर्जंस प्रमेय महत्वपूर्ण है अब हम यहां रुकेंगे और अगली क्लास में हम अपना अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जहां पर मैं गॉस डाइवर्जंस प्रमेय के और उदाहरण सब को बताऊंगा और आपके असाइनमेंट के लिए भी कुछ सवाल दिए जाएंगे आपकी अगली क्लास का इंतजार रहेगा धन्यवाद